इस व्याख्यान में हम अनुक्रमण और निर्धारण समस्या पर विचार करते हैं अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्या के बारे में बात करता है नौकरियों का एक सेट या कार्यों का एक सेट जो दी गई मशीनों या संसाधनों या सुविधाओं के दिए गए सेट पर किया जाना है इसमें एक निश्चित दिए गए कार्यों को करने के साथ समस्या से निपटने के लिए सबसे सरल शब्द है दी गई मशीनों का एक सेट मशीनों पर काम करना पड़ता है जैसे कि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति होती है कुछ बाधाओं को पूरा किया जाता है अब शेड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करना है हम इन उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे लेकिन सरल उद्देश्यों को पूरा करने से पहले नौकरियों को आज़माना और खत्म करना होगा अब शेड्यूलिंग और अनुक्रमण के बीच अंतर है अनुक्रमण अनिवार्य रूप से उस आदेश को संदर्भित करता है जिसमें एक अनुक्रम एक आदेश या एक सूची या एक आदेश का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें नौकरियां भेजी जाती हैं शेड्यूल टाइम टेबल के बारे में बात करता है या इस समय और इस समय के बीच विस्तार से कहता है इस विशेष कार्य को एक विशेष मशीन पर संसाधित किया जा रहा है तो हम दोनों के बीच आवश्यक अंतर को समझने की जरूरत है जबकि अनुक्रम उस आदेश का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें चीजें करनी होती हैं अनुसूची गतिविधियों के समय या समय सारणी का प्रतिनिधित्व करती है कुछ अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्याओं में हम शब्द अनुक्रमण का उपयोग करेंगे और कुछ अन्य समस्याओं में हम शब्द निर्धारण का उपयोग करेंगे जब समय सारणी स्वचालित रूप से उस आदेश का पालन करती है जिसमें नौकरियां भेजी जाती हैं तो हम शब्द अनुक्रम का उपयोग करते हैं जहां अनुक्रम इसमें शेड्यूल भी शामिल है उन स्थितियों में जहां समय सारणी को स्पष्ट रूप से कहा जाना है हम शब्द अनुसूची का उपयोग करते हैं जैसा कि हम साथ चलते हैं हम स्थानों को देखेंगे जहां हम शब्द अनुक्रम और स्थानों का उपयोग करते हैं जहां हम शब्द अनुसूची का उपयोग करते हैं अब हम जो देख रहे हैं उसके संदर्भ में अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्याएं अनिवार्य रूप से मशीनों के एक सेट पर नौकरियों के एक सेट के प्रदर्शन के बारे में हैं अब अनुक्रमण और शेड्यूलिंग में कुछ निश्चित धारणाएं हैं छात्र तो हम मान्यताओं के साथ शुरू करते हैं और ये धारणाएँ दी गई मशीनों के सेट में हैं सभी उपलब्ध हैं मशीनें हर समय लगातार उपलब्ध हैं कोई मशीन रुकावट या मशीन डाउन टाइम या ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे वे हैं वैसे ही मशीनें उपलब्ध हैं जिन नौकरियों या कार्यों को करना होता है वे कार्य जो सभी कार्य उपलब्ध होते हैं या जिन कार्यों को करना होता है वे शेड्यूलिंग अवधि की शुरुआत में उपलब्ध होते हैं और लगातार उपलब्ध होते हैं इसलिए समय पर 0 के बराबर हम मानते हैं कि सभी नौकरियों को संसाधित करना होगा जो उपलब्ध हैं जिसका अर्थ है कि इस समय भी हम एक धारणा बना रहे हैं कि नौकरियां देर से नहीं आती हैं ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां हम उपलब्ध नौकरियों के साथ अनुक्रमण और शेड्यूलिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य नौकरियां आ सकती हैं और फिर वे सिस्टम में शामिल हो सकते हैं वर्तमान में हम उस धारणा को नहीं देख रहे हैं धारणा यह है कि सभी नौकरियां 0 के बराबर समय पर उपलब्ध हैं एक बार मशीन पर नौकरी शुरू होने के बाद हम यह मानने वाले हैं कि नौकरी पूरी हो जाएगी और उसके बाद ही प्रसंस्करण के लिए दूसरी नौकरी ली जाएगी विशेष मशीन इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जैसे कोई नौकरी विभाजित करना या पाठ्यक्रम की पहली धारणा कोई नौकरी विभाजन नहीं है जिसका अर्थ है कि यदि किसी विशेष कार्य या कार्य के लिए किसी विशेष मशीन पर 10 मिनट का कहना है हम कर नहीं और ऐसी 2 मशीनें हैं जो करने में सक्षम हैं हम इसे पहले 6 में 1 मशीन और दूसरे पर अगले 4 में विभाजित नहीं करते हैं एक बार जब हम उस कार्य या कार्य को करने के लिए एक मशीन चुनते हैं तो उस मशीन पर पूरा कार्य पूरा हो जाता है इसलिए यह एक धारणा है तो हमारे पास नौकरी में कोई रुकावट नहीं है अब इस धारणा का मतलब है कि अगर मैंने किसी मशीन पर एक विशेष काम किया है और हमें यह कहने में 10 मिनट की आवश्यकता है एक बार इसे लेने के बाद मैं इस काम को पूरा करता हूं और उसके बाद ही मैं प्रसंस्करण के लिए एक और काम करता हूं मैं जा रहा हूं यह मान लेना कि बीच में अगर कोई और महत्वपूर्ण काम है जो आया है मैं इस पर कार्रवाई करना बंद नहीं करूंगा इसे बाहर रखना अधिक महत्वपूर्ण है इसे खत्म करो और फिर इस पर वापस जाओ यह धारणा कि हम उस तरह का काम करते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे और यह एक धारणा है जिसका अर्थ है एक बार नौकरी लेना पूरा हो जाएगा और उसके बाद ही प्रसंस्करण के लिए अगला काम किया जाएगा इसलिए ये कुछ सरल धारणाएं हैं अगले एक प्रसंस्करण समय ज्ञात है और वे नियतात्मक हैं हम यह नहीं मान रहे हैं कि प्रसंस्करण समय किसी भी वितरण का अनुसरण करता है या ऐसा कुछ भी प्रसंस्करण समय ज्ञात और नियतात्मक है सेटअप बार हम यह भी जानते हैं कि यदि हम किसी मशीन पर प्रसंस्करण के लिए नौकरी करते हैं तो हमें किसी विशेष कार्य को संसाधित करने के लिए मशीन को सेटअप करने की आवश्यकता है इसलिए हम यह मानने जा रहे हैं कि सेटअप समय छोटा है और सेटअप समय प्रसंस्करण समय वगैरह में शामिल है इसलिए सेटअप समय के बारे में भी एक धारणा है तो ये कुछ सरल धारणाएं हैं जो बहुत ही सामान्य सरल समयबद्धन समस्याओं का कारण बनती हैं क्योंकि हम इन कुछ मान्यताओं को शिथिल करते हैं जिससे समय समय पर होने वाली समस्याएं और अधिक जटिल हो जाती हैं और इस व्याख्यान श्रृंखला में ज्यादातर समय हम इन सभी मान्यताओं को बनाने जा रहे हैं और फिर हम कुछ एल्गोरिदम विकसित करने के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं जो अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्याओं को हल करेंगे अब कुछ मान्यताओं को देखने के बाद हम अब कुछ ऐसे उद्देश्यों को देखेंगे जो अनुक्रमण और शेड्यूलिंग में हैं अब पहला उद्देश्य और सबसे लोकप्रिय उद्देश्य जिसे हम सरल शब्दों में Makespan कहते हैं Makespan समय की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे नौकरियों का एक सेट बनाने या नौकरियों के एक सेट को संसाधित करने या निर्माण करने के लिए आवश्यक है तो अगर नौकरियों का एक निश्चित सेट किया जाना है तो मशीनों के एक निश्चित सेट पर अब एक बिंदु टी है आइए हम एक बिंदु कहते हैं जिस पर हम शुरू करते हैं जिसे हम 0 के बराबर कहते हैं और फिर किसी बिंदु पर सभी काम पूरे हो गए हैं अब वह बिंदु t से 0 के बराबर उस बिंदु पर उस समय की मात्रा है जिसे हमने सभी कार्यों को करने या करने के लिए या सभी कार्य करने के लिए उपभोग किया है अब इसे मकस्पन कहा जाता है यह वह समय है जो हमने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए टी के बराबर 0 से लिया है अब उस मकपसन को हम जितना संभव हो उतना छोटा रखना चाहते हैं इसलिए कि सभी नौकरियां जल्द से जल्द पूरी हो जाती हैं इसलिए पहला उद्देश्य यह है कि मकस्पैन को देखें और फिर मकस्पान को कम से कम करने की कोशिश करें हम चाहते हैं कि मकस्पान जितना संभव हो उतना छोटा हो दूसरा उद्देश्य प्रवाह समय कहलाता है अब अगर हमारे पास काम करने के लिए n नौकरियां हैं तो मशीनों के एक सेट पर अब सभी नौकरियां 0 के बराबर समय पर उपलब्ध हैं वे 0 के बराबर समय पर प्रसंस्करण शुरू कर सकते हैं या वे शुरू हो सकते हैं बाद में प्रसंस्करण लेकिन इनमें से हर एक काम एक निश्चित बिंदु पर पूरा हो जाता है पूरा होने का संकेत मिलता है जिस समय आखिरी ऑपरेशन या आखिरी मशीन जिसे नौकरी पर जाना है का दौरा किया गया है और उस पर ऑपरेशन पूरा हो चुका है इसलिए अगर हम j th की जॉब के लिए पूरा होने के समय को C j कहते हैं तो जिस समय j th जॉब को पूरा किया जाता है उसे C j कहते हैं तो स्वचालित रूप से Makespan इस C j मान की अधिकतम सीमा है यदि हमारे पास दस नौकरियां हैं तो प्रत्येक नौकरी का पूरा होने का समय C 1 C 2 से C 10 तक है यह आवश्यक नहीं है कि C 2 को C 1 से बड़ा होना चाहिए और इसी तरह अब किसी समय ये सभी खत्म हो चुके हैं इसलिए सामान्य तौर पर C 1 से C 10 या C 1 से C n की अधिकतम राशि मकस्पान को इंगित करती है और हम चाहते हैं कि मकस्पान को कम से कम किया जाए जो अनिवार्य रूप से अधिकतम सी जम्मू को कम करने के लिए है j 1 से n के बराबर है प्रत्येक कार्य को पूरा करने का समय हो रहा है इसलिए C j j वें कार्य को पूरा करने का समय है पूरा होने का समय Makespan है और हम C j की अधिकतम सीमा को कम करना चाहते हैं अब प्रत्येक काम C j समय पर पूरा हो जाता है इसलिए पूरा होने का समय C j कहलाता है मुझे प्रवाह समय लिखना है साथ ही साथ समय पूरा करना पूरा होने का समय C j है अब यहाँ हम जो करना चाहते हैं वह सब शुरू हो गया है 0 के बराबर समय इसलिए कुछ अर्थों में हम चाहते हैं कि सभी नौकरियों को व्यक्तिगत रूप से पूरा किया जाए लेकिन तब हम चाहते हैं कि हर एक नौकरी का पूरा समय जितना संभव हो उतना छोटा हो प्रत्येक कार्य को पूरा करने का समय हो रहा है इसलिए C j j वें कार्य को पूरा करने का समय है पूरा होने का समय Makespan है और हम C j की अधिकतम सीमा को कम करना चाहते हैं अब प्रत्येक काम C j समय पर पूरा हो जाता है इसलिए पूरा होने का समय C j कहलाता है मुझे प्रवाह समय लिखना है साथ ही साथ समय पूरा करना पूरा होने का समय C j है अब यहाँ हम जो करना चाहते हैं वह सब शुरू हो गया है 0 के बराबर समय इसलिए कुछ अर्थों में हम चाहते हैं कि सभी नौकरियों को व्यक्तिगत रूप से पूरा किया जाए लेकिन तब हम चाहते हैं कि हर एक नौकरी का पूरा समय जितना संभव हो उतना छोटा हो इसलिए सी सी की अधिकतम सीमा को कम करने के बजाय यहां हम 1 से n के बराबर सी जे मिनिमम सिग्मा सी जे के कुल को कम करते हैं इसलिए नौकरी का पूरा होने का समय सी जे है अब हम सभी पूर्ण समयों का योग कम से कम करना चाहते हैं जो इस बात का संकेत है कि प्रत्येक कार्य में किसी भी तरह से सिस्टम में जितना संभव हो उतना कम समय बिताया है एक ही समय में सभी कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार है और इसके लिए तैयार है छोड़ना अब समय को ऐसे नाम से प्रवाहित करें जिससे यह पता चलता है कि सिस्टम में काम का समय कितना है इसलिए यदि सभी नौकरियां 0 के बराबर समय पर उपलब्ध हैं तो पूरा होने का समय प्रवाह समय का प्रतिनिधित्व करता है यदि वे सभी 0 के बराबर समय पर उपलब्ध हैं और उदाहरण के लिए एक विशेष नौकरी 10 घंटे में समाप्त होती है तो 10 घंटे है समय जिस पर यह प्रणाली में है तो इसका पूरा होने का समय 10 घंटे है प्रवाह का समय भी 10 घंटे है लेकिन दूसरी ओर यदि हम एक धारणा को शिथिल करते हैं कि सभी नौकरियां 0 के बराबर समय पर उपलब्ध हैं या नौकरी समय पर उपलब्ध है 0 के लिए लेकिन नौकरी को पहले 2 के बराबर समय पर प्रसंस्करण के लिए लिया जाता है और फिर यह 10 के बराबर समय पर समाप्त होता है पूरा होने का समय अभी भी 10 है लेकिन प्रवाह का समय 8 है क्योंकि यह 2 पर शुरू हुआ और 10 पर समाप्त हुआ तो हम इस विशेष उद्देश्य में चाहेंगे हम इसे परिभाषित कर सकते हैं पूरा होने के कुछ समय हम कम करने की कोशिश करते हैं इसलिए हम औसत पूरा होने का समय कम कर देते हैं या हम कुल पूरा होने का समय कम कर देते हैंऔसत पूरा होने का समय या औसत पूरा होने का समय n द्वारा विभाजित कुल पूर्ण समय है जो कि नौकरियों की संख्या है इस विशेष उद्देश्य को देखने का एक और कारण है अगर हम सिस्टम में आविष्कारों को देखना शुरू करते हैं तो किसी भी निर्माण प्रणाली में आविष्कारों को 3 आविष्कारों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक को कच्चे माल की सूची कहा जाता है दूसरे को प्रगति में काम कहा जाता है या प्रक्रिया सूची में काम किया जाता है और फिर तैयार माल सूची अब जब हम अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्याओं की बात करते हैं तो हम एक विनिर्माण सुविधा या एक संयंत्र या एक दुकान की बात कर रहे हैं जहां नौकरियां आती हैं वे संसाधित हो जाती हैं और वे सिस्टम छोड़ देती हैं इसलिए हम प्रक्रिया सूची में काम के बारे में बात कर रहे हैं जब हम अनुक्रमण और शेड्यूलिंग समस्याओं को देखते हैं इसलिए समय जिस पर प्रत्येक नौकरी विनिर्माण सुविधा के भीतर या दुकान के फर्श के भीतर खर्च होती है जैसा कि कहा जाता है कि इन्वेंट्री की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है कि दुकान का फर्श उसके पास है इसलिए पूरा होने के समय को कम करके हम अनिवार्य रूप से दुकान के फर्श के अंदर प्रक्रिया सूची में काम को कम करने की कोशिश करते हैं तो यह एक उद्देश्य है जो मुख्य रूप से सिस्टम में इन्वेंट्री को कम करना है इन्वेंट्री जैसा कि निर्माण की दुकान के फर्श में प्रक्रिया सूची में काम करता है फिर हम एक तीसरे उद्देश्य को देखते हैं जहां हम नौकरियों को एक अलग कोण से देखना शुरू करते हैं अब इन नौकरियों और कार्यों को किया जाता है और उन्हें पूरा किया जाता है वे समाप्त हो जाते हैं और फिर वे अंततः एक ग्राहक के पास जाते हैं ये नौकरियां वहां होती हैं क्योंकि एक ग्राहक ने इन नौकरियों का आदेश दिया है तो हम कहते हैं कि प्रत्येक जॉब j जब नौकरी को प्रसंस्करण के लिए लिया जाता है एक समय होता है जिसे नियत तारीख कहा जाता है जो उस समय को इंगित करता है जिस पर यह नौकरी समाप्त होने और वितरित होने की उम्मीद है तो हम कहेंगे कि प्रत्येक जॉब के साथ एक नियत तारीख जुड़ी होती है जिसे डी जे कहा जाता है अब इस नियत तारीख को आंतरिक रूप से बनाया जा सकता है या इस नियत तारीख को बाहरी रूप से बनाया जा सकता है अब जब किसी ग्राहक को निर्माण और आपूर्ति के लिए एक विशेष कार्य किया जाता है तो एक नियत तारीख होती है जिसे उस समय ग्राहक को वितरित करना होता है अब विनिर्माण से तैयार माल को स्थानांतरित करने और अंततः ग्राहक तक पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है इसलिए ग्राहक की नियत तारीख से हम हमेशा विनिर्माण नियत तारीख या नियत तारीख या समय प्राप्त कर सकते हैं जिस पर हम इस नौकरी की उम्मीद करते हैं इस निर्माण सुविधा द्वारा पूरा किया जाना है इसलिए हमारी सभी चर्चाओं में नियत तारीख का मतलब होगा वह समय जिस पर यह काम विनिर्माण सुविधा द्वारा समाप्त होने की उम्मीद है इसलिए प्रत्येक काम के लिए नियत तारीख है अब जाहिर है हम नियत तारीखों को पूरा करना चाहते हैं क्योंकि नियत तारीख को पूरा नहीं करना विनिर्माण के लिए बहुत परेशानी पैदा करने वाला है कोई भी देरी ग्राहक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है हमारे पास है पहले से ही देखा है कि ग्राहक बेहद मांग है और इसलिए समय के भीतर उनकी सभी गतिविधियों की कोशिश करना और समाप्त करना विनिर्माण का काम है इसलिए प्राथमिक उद्देश्य देरी से बचना है और फिर यदि हम देरी को देखना शुरू करते हैं तो इसे परिभाषित किया जा सकता है यदि पूरा होने का समय C j नियत दिनांक D j से अधिक है तो देरी हो सकती है अब हम क्या करते हैं हम अक्षांश नाम के एक बहुत ही सामान्य शब्द को परिभाषित करते हैं जहां विलंबता यह है कि नौकरी कितनी देर से होती है इसलिए विलंबता को सी जे माइनस डी जे के रूप में परिभाषित किया जाता है सी जे वह समय है जिस समय नौकरी पूरी हो जाती है डी जे समय जिसके कारण यह है तो सी जे माइनस डी जे को विलंबता कहा जाता है और इसका उपयोग सामान्य शब्द होता है एल जे का उपयोग विलंबता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है अब एल जे की बहुत परिभाषा से एल जे सकारात्मक हो सकता है या एल जे नकारात्मक हो सकता है अब L j पॉजिटिव हो जाता है जब C j D j से बड़ा होता है जिसका मतलब है कि वास्तव में देरी हो रही है अब अगर कोई जॉब समय से पहले पूरी हो जाती है तो इसका कारण है तो C j माइनस D j नेगेटिव हो जाता है और यह जल्दी हो जाता है तो विलंबता के 2 घटक होते हैं जिसे ईयररिंग और टार्डनेस कहा जाता है इयरनेस तब होता है जब कार्य को नियत तारीख से पहले या नियत तारीख से पहले पूरा किया जाता है टार्डनेस तब होता है जब नियत तारीख के बाद काम पूरा हो जाता है तो यह कहने का मतलब है कि सी जे माइनस डी जे सकारात्मक है इसके साथ शुरू करने के लिए हम कहेंगे कि हम हैं यदि हम जल्दी काम पूरा करने में सक्षम हैं लेकिन तब हम नहीं चाहते हैं कि नौकरी कठिन हो तो नियत तिथियों से अधिक होने वाले कार्यों से संबंधित एक Tardiness T j है इसलिए विलंबता की परिभाषा का उपयोग करते हुए Tardiness T j अधिकतम 0 अल्पविराम C j माइनस D j है अब इसका पालन करना मुश्किल नहीं है क्योंकि यदि C j माइनस डी जे नकारात्मक है और नौकरी जल्दी है तो अधिकतम मूल्य 0 है इसलिए मरोड़ 0 है यदि सी जे माइनस डी जे सकारात्मक है तो नौकरी देर से और थकाऊ है तो यह एक सकारात्मक मूल्य लेगा और इसलिए टी जे के बराबर होगा इसलिए प्रत्येक नौकरी में अब एक टी जे है अब यह T j 0 हो सकता है या यह T j सकारात्मक हो सकता है अब हम इस टी जे के सकारात्मक होने के बारे में चिंतित हैं और यह सकारात्मक टी जे विलंब या सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जिससे नौकरी अनुसूची में पीछे चली जाती है तो अब उद्देश्य के लिए प्रयास करना होगा और कम से कम कुल व्यक्ति की कुल राशि का योग इसलिए तीसरा उद्देश्य सिग्मा टी जे को कम करना है जो tardiness का योग है इसलिए T j को कम करें और ध्यान दें कि यह T j केवल 0 हो सकता है या यह एक सकारात्मक मात्रा हो सकती है T j यहाँ बहुत परिभाषा के द्वारा ऋणात्मक मात्रा नहीं हो सकती है तो तीसरा उद्देश्य जिसे हम अनुक्रमण और शेड्यूलिंग में सोच सकते हैं वह है व्यक्तिगत नौकरियों की गड़बड़ी के योग को कम करना और कम करना जिसे आमतौर पर कुल मरोड़ को कम करने के रूप में उल्लेख किया जाता है फिर हम एक 4 वें उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं अब हम यह मान लेते हैं कि हम कुछ नौकरियां कठिन हैं हम उन्हें समय पर पूरा करने में असमर्थ हैं जबकि कुछ नौकरियां कठिन हैं आइए हम दो स्थितियों को देखें एक स्थिति जहां 3 कार्य होते हैं जो कठिन होते हैं और मंदता का योग 2 3 और 3 होता है जिसका अर्थ है कि वे हमें 2 दिन 3 दिन और 3 दिन क्रमशः बताने से पीछे हैं एक और स्थिति है जहां 2 नौकरियां जो टार्डी हैं हमें बताएं कि स्थिति 4 और 4 है 2 नौकरियां दोनों 4 और 4 हैं अब यदि हम कुल टार्डनेस को कम करके जाते हैं तो हम गणना करेंगे कि कुल टार्डनेस 8 है लेकिन फिर 3 नौकरियां हैं tardy 2 कार्य कठिन हैं अब यह स्थिति पर निर्भर करता है अगर ये 3 नौकरियां 3 अलग अलग ग्राहकों के पास जाती हैं तो कुछ अर्थों में 3 ग्राहक नाखुश हैं क्योंकि नौकरियां देर से हैं जबकि अगर ये 2 ग्राहकों को जाते हैं तो दो ग्राहक दुखी हैं इसलिए अनिवार्य रूप से चिंता करने या देरी के बारे में चिंतित होने के अलावा हमें नौकरियों की संख्या पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि देर से हैं या जो कि खराब हैं तो नौकरियों की संख्या जो टेरी है वह भी एक सार्थक उद्देश्य बन जाती है और उस समय जो ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करती है जो प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि टार्डी जॉब जो शेड्यूलिंग सिस्टम में हैं तो चौथा उद्देश्य टार्डी नौकरियों की संख्या को कम करना होगा इसलिए एन जे 1 के बराबर एन जे का प्रतिनिधित्व करता है यदि टी जे 0 से अधिक है जिसका अर्थ है कि यह नौकरी कठिन है अगर यह सकारात्मक है और फिर हम N j की कोशिश करते हैं और कम से कम करते हैं टार्डी नौकरियों की संख्या या नौकरियों की संख्या जो अनुसूची के पीछे जाते हैं उसी उदाहरण पर वापस जा रहे हैं कभी कभी हम इस तरह की स्थिति को भी देख सकते हैं 2 नौकरियां हैं जो टार्डी हैं लेकिन टार्डनेस 4 और 5 है कुल टार्डनेस के संदर्भ में यह पसंद किया जाता है लेकिन टैडी जॉब्स की संख्या को कम करने के मामले में यह होगा पसंदीदा तो यह स्थिति पर निर्भर करता है यह विभिन्न ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करता है कि वे किसके पास जा रहे हैं अब हम इस तरह की एक और स्थिति पर नजर डालते हैं अब मेरे पास 2 और 6 के साथ एक स्थिति है और मेरे पास एक और स्थिति है जहां 3 और 5 के साथ 2 मार्डी नौकरियां हैं एक बार फिर से कुल मर्यादा के आधार पर 8 है हम उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं जो कि रद्दी नौकरियों की संख्या को कम करने पर आधारित है इसमें 2 नौकरियां हैं जिसमें 2 नौकरियां हैं तो हम कहते हैं हम इन 2 शेड्यूल को पसंद करेंगे जो कि 3 नौकरियां जो कठिन हैं अब एक बार फिर 2 के बीच में यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ स्थिति यह है जहाँ एक काम में 2 दिन की देरी या टेड़ी है दूसरी नौकरी में 6 दिन की देरी और टेड़ी है अब यह एक स्थिति है जहाँ यह 3 है और 5 वास्तव में हम इसे 4 और 4 बनाते हैं जो कि 8 तक भी जुड़ जाता है अब कम से कम टैडी नौकरियों की संख्या के आधार पर हम इसे ले सकते हैं या हम इसे ले सकते हैं लेकिन तब जो हम पसंद करेंगे एक तरह से हम इसे पसंद करेंगे क्योंकि दो ग्राहक हैं जो दो ग्राहकों को फिर से विलंबित करने जा रहे हैं आइए हम बताते हैं कि देरी करने वाले कौन हैं यह मानते हुए कि ये नौकरियां अलग अलग ग्राहकों के पास जाती हैं लेकिन तब यह व्यक्ति जा रहा है बहुत खुश होना क्योंकि देरी की सीमा बहुत बहुत अधिक है इसलिए कुल टार्डीनेस को कम करने और टैडी जॉब्स की संख्या को कम करने के अलावा हमें इस संख्या को कम करने की कोशिश करनी चाहिए और इस सीमा को कम करना चाहिए इसलिए उद्देश्य यह भी पता लगाने की कोशिश करता है तो हम पांचवें उद्देश्य पर जाते हैं जो वास्तव में अधिकतम tardiness को देखने की कोशिश करता है जो कि j T j पर अधिकतम होता है और फिर हम अधिकतम j T j को कम करने का प्रयास करते हैं इसलिए अधिकतम टार्डनेस को कम करना भी एक अन्य उद्देश्य बन जाता है फिर हम छठे उद्देश्य को देखते हैं 3 4 और 5 से लिखते हैं हमने मान लिया है कि यह एक काम जल्दी पूरा करना था इसलिए हम काम को जल्दी पूरा करते हैं इसे तैयार माल आविष्कारक क्षेत्र में जाने देते हैं इसे वहां रहने देते हैं जब तक कि नियत तारीख तक नहीं पहुंच जाते हैं और इसे नियत तारीख के आधार पर ग्राहक को भेज दिया जाता है आज विनिर्माण संगठन अधिक से अधिक का पालन करते हैं बस समय निर्माण में इसलिए यदि कोई कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो जाता है या आप तुरंत इसे जहाज नहीं कर सकते तो इसे ग्राहक को भेजें या ग्राहक को भेजें क्योंकि ग्राहक इसे नहीं चाहता है यदि ग्राहक केवल समय में अभ्यास कर रहा है तो ग्राहक कहेगा यदि आप 2 दिन से पहले हैं तो मुझे मत भेजें आज इसे मेरी नियत तारीख पर मुझे भेजें इसलिए कान लगाना भी एक वांछनीय बात नहीं है इसलिए उद्देश्य अब कंप्यूटिंग ईयररिंग और टार्डनेस दोनों में बदल जाता है इसलिए यहां ई जे प्लस टी जे को कम करना है ई जे ई की ईयररिंग है जिसे पहले परिभाषित किया गया है लेकिन यहां नहीं लिखा गया है तो j e j का इयरनेस अब E j होगा D j माइनस C j से अधिक नहीं अधिकतम 0 D j माइनस C j होगा इसलिए आप इयररिंग के साथ साथ दोनों इयररिंग को कम से कम करने की कोशिश करें अब हम यह भी जानते हैं कि किसी भी दिए गए जॉब के लिए उसके पास या तो एक पॉजिटिव ईयरडेंस होगा या उसके पास एक पॉजिटिव टार्डनेस होगा या उसके पास 0 होगा जो कि नियत तारीख पर बिल्कुल पूरा हो गया है ईयररेंस 0 टैर्डनेस भी 0 है अब इयरनेशन तैयार माल इन्वेंट्री को रखने की अतिरिक्त लागत का प्रतिनिधित्व करता है काम तय समय से पहले पूरा हो जाता है यह तैयार माल इन्वेंट्री में रहने वाला है और फिर इसे ले जाया जाने वाला है इसलिए यह किसी प्रकार की इन्वेंट्री लागत का प्रतिनिधित्व करता है टी जे किसी प्रकार की लागत का प्रतिनिधित्व करता है जो एक लेट डिलीवरी के साथ जुड़ा हुआ है और लेट डिलीवरी से जुड़ी लागत अनिवार्य रूप से 2 महत्वपूर्ण घटक हैं एक वह है जब नियत तिथि की तुलना में बाद में नौकरी पूरी हो जाती है जो संगठन सामान्य रूप से करने की कोशिश करते हैं और परिवहन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं ताकि परिवहन समय को कम किया जा सके इसलिए कई बार सड़क के द्वारा कुछ भेजने के बजाय लोग इसे हवाई मार्ग से भेज सकते हैं इसलिए परिवहन की लागत में वृद्धि होती है क्योंकि इस मरोड़ के कारण टी दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण लागत ग्राहक सद्भावना की हानि है जो प्रभावित होने वाले ग्राहकों के व्यवसाय में परिलक्षित होती है और फिर कुछ बिंदु पर अंततः ग्राहक इतना दुखी होता है कि ग्राहक छोड़ने का फैसला करता है तो ग्राहक सद्भावना की हानि मर्यादा के साथ जुड़े लागत का एक बहुत बड़ा घटक है और मुश्किल हिस्सा यह है कि ग्राहक सद्भावना की हानि के साथ जुड़े लागत का नुकसान मापने और गणना करने में आसान नहीं है इसलिए T j अभी है T j समय का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ तक हमारा उद्देश्य फ़ंक्शन का संबंध है लेकिन उस T j से जुड़ी एक लागत है अब जब हम E j और T j जोड़ते हैं तो E j और T j जोड़ते हैं वास्तव में समय के उपाय हैं उन्हें जोड़ना है जैसे वे हैं लेकिन अगर हम उनके साथ जुड़ी लागत को जोड़ने जा रहे हैं तो हम जल्दी से समझ जाएंगे कि यद्यपि ईयररिंग और टार्डनेस दोनों वांछनीय नहीं हैं लेकिन ईयरडेंस से जुड़ी लागत टैर्डनेस से जुड़ी लागत से थोड़ी सस्ती है तो आप इसके बजाय दोनों को जोड़ना नहीं चाहते हैं आप एक वेटेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन करना चाहते हैं जो कि अल्फ़ा ई जे प्लस द बीटा टी जे जहाँ अल्फा और बीटा वेट हैं की तरह j पर कुछ कम करना है लेकिन बीटा अल्फा की तुलना में बड़ा है क्योंकि मरोड़ से जुड़ी कठिनाइयाँ ईयररिंग से जुड़ी कठिनाइयों से कहीं अधिक हैं लेकिन जिस क्षण हम इस अल्फ़ा और बीटा को करना शुरू करते हैं तब हम मुद्दों में शामिल हो जाते हैं हम वज़न को परिभाषित करने जा रहे हैं अल्फा और बीटा फिर हम सातवें उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं जो ईयररिंग और टार्डनेस से भी निपटता है लेकिन फिर इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता है अब हम इस पर गौर करते हैं आइए हम इस अनुमान के तहत कम से कम ई प्लस टी जे की इस परिभाषा को देखें दोनों कानों की जलन और मरोड़ समान रूप से अवांछनीय हैं तो अल्फा और बीटा दोनों ही वेट 1 हो जाते हैं इसलिए आप इयरनेस और टैर्डनेस को कम से कम करें अब हम वापस आते हैं और इन परिभाषाओं पर चलते हैं इसलिए हम यहाँ जो करते हैं उसे कम से कम j पर सम्मिलित किया जाता है E j अधिकतम 0 कॉमा डी माइनस है C j और टार्डनेस अधिकतम 0 कॉमा C j माइनस D j है तो अनिवार्य रूप से या तो कानों में जलन या मरोड़ कुछ भी नहीं है लेकिन सी जे माइनस डी जे का पूर्ण मूल्य है अगर यह 0 है तो यह योगदान नहीं करने वाला है अगर अंदर का शब्द सकारात्मक है जिसका मतलब है कि पूरा होने का समय नियत तारीख के बाद है तो यह पूर्णता सकारात्मक होगा सकारात्मकता है यदि सी जे माइनस डी जे नकारात्मक है जिसका अर्थ है कि यह प्रारंभिक है तो पूर्ण मूल्य अभी भी सकारात्मक होगा इसलिए यह पर्याप्त रूप से इसका प्रतिनिधित्व करता है इसलिए यह कुछ भी नहीं है लेकिन अगर नियत तारीख डी जॉब के साथ जुड़ा हुआ है तो उद्देश्य है C j और D j के बीच पूर्ण मान या पूर्ण अंतर के योग को कम करने के लिए प्रयास करें अब यदि सभी देय तिथियां समान हैं यदि सभी डी जे डी के बराबर हैं जिसका अर्थ है कि सभी नौकरियों की नियत तिथि समान है जिसका मतलब है कि ये सभी नौकरियां हैं जिन्हें आज शाम तक या शुक्रवार शाम तक भेजना होगा तब यह छोटा हो जाता है सी जे माइनस डी यदि हम यहां एक और धारणा बनाते हैं कि हम बड़े विचलन के लिए बड़ा दंड देना चाहते हैं तो इसे कम से कम करने के लिए अनुमान लगाया जा सकता है अब जब हम अंतरों को वर्ग करते हैं तो हम एक बड़े विचलन के लिए एक बड़ा दंड देते हैं उदाहरण के लिए यदि नियत तिथि 10 के बराबर है या यदि D 10 के बराबर 10 D के बराबर है यदि हमारे पास दो पूर्ण समय हैं तो कहें कि जो 8 और 8 है तो कुछ पूर्ण अंतर अभी भी 10 माइनस 8 प्लस 10 माइनस 8 होंगे जो 4 है अगर हमारे पास 2 अंतर हैं 2 नियत तारीखें जो 9 और 7 हैं तो कुछ पूर्ण अंतर 1 प्लस 3 होंगे जो 4 है लेकिन यदि आप वर्ग करते हैं तो यह 2 वर्ग प्लस हो जाएगा 2 वर्ग जो 4 है जो 8 है यहाँ यह 1 वर्ग प्लस 3 वर्ग बन जाएगा जो 10 है इसलिए हम इसे इसके लिए पसंद करेंगे क्योंकि यह बड़े विचलन के लिए बड़ा जुर्माना देता है इसलिए यदि हम बड़ा देना चाहते हैं दंड निरपेक्ष मूल्य का उपयोग करने के बजाय बड़े विचलन के लिए आप वर्ग का उपयोग कर सकते हैं इसलिए इसे न्यूनतम समय के वर्ग विचलन को कम करने के लिए कहा जाता है पूर्ण समय के औसत वर्ग विचलन को कम करें किसी दिए गए सामान्य नियत तारीख के बारे में इसलिए अभी हमने 7 अलग अलग उद्देश्यों के बारे में देखा है अन्य उद्देश्य भी हैं कभी कभी संगठन भी मशीनों के उपयोग को अधिकतम करना चाहेंगे इसलिए अधिकतम मशीन का उपयोग एक और उद्देश्य है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं अब अगर हम इन 7 विशेषणों को देखें तो हमने अभी देखा है अब आप महसूस करते हैं कि पहले 2 नियत तारीखों को शामिल नहीं करते हैं और उनमें से बाकी शामिल होते हैं किसी न किसी रूप में तिथियां शामिल होती हैं इसलिए शेष पांच 3 से 7 बाहरी उद्देश्यों या बाहरी उपायों को कहा जाता है जहां ग्राहक की भूमिका आती है नियत तारीख का रूप पहले दो आंतरिक उपाय हैं जहां संगठन अपने आप में कुछ चीजों को अनुकूलित करने की कोशिश कर रहा है जैसे जल्दी कम इन्वेंट्री और इतने पर अब ये ग्राहक के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हैं अब उद्देश्यों और मान्यताओं को देखने के बाद हम शेड्यूलिंग मॉडल और शेड्यूलिंग और अनुक्रमण मॉडल के प्रकार पर भी कुछ समय बिताने की कोशिश करेंगे जो हम देखने जा रहे हैं इसलिए हम इस व्याख्यान श्रृंखला में तीन प्रकार के शेड्यूलिंग और अनुक्रमण समस्याओं को देखेंगे एक को सिंगल मशीन शेड्यूलिंग कहा जाता है हमारे पास फ्लो शॉप शेड्यूलिंग है और हम जॉब शॉप शेड्यूलिंग देखेंगे वास्तव में हम एकल मशीन अनुक्रमण समस्याओं को देख रहे होंगे हम वास्तव में प्रवाह की दुकान अनुक्रमण समस्याओं को देख रहे होंगे और हम नौकरी की दुकान निर्धारण समस्याओं को देखेंगे इससे पहले मैंने उल्लेख किया था कि जब केवल आदेश ही पूरी चीज़ का प्रतिनिधित्व या वर्णन करने के लिए पर्याप्त है तो हम शब्द अनुक्रम का उपयोग करते हैं लेकिन फिर यदि आदेश और समय सारिणी का उल्लेख करना है तो हम शब्द अनुसूची का उपयोग करते हैं अब हम उनमें से प्रत्येक के बीच के अंतर को भी परखेंगे और समझेंगे कि एकल मशीन समस्या क्या है नौकरी की दुकान की समस्या क्या है प्रवाह की दुकान की समस्या क्या है तो एकल मशीन समस्या जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक मशीन है जिसे आप एम के रूप में 1 मशीन कह सकते हैं और कई नौकरियां हैं जो J 1 J 2 J n हो सकती हैं और इन नौकरियों को मशीन पर संसाधित करना होगा कभी कभी एकल मशीन समस्याओं में हम वास्तव में 2 मशीन हो सकते हैं अब इसे समानांतर प्रक्रिया कहा जाता है इसलिए यदि हमारे पास एकल मशीन समस्या में एक से अधिक मशीन हैं तो यह फिर से दोहरा सकता है अगर हम एक से अधिक मशीन में क्या कर सकते हैं सिंगल मशीन सिस्टम कहलाते हैं फिर उन समस्याओं को समान या समांतर प्रक्रियाओं के साथ एकल मशीन कहा जाता है जिसका अर्थ है कि यह एक गैर विनिर्माण संदर्भ से सरल उदाहरण की तरह है यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति बिजली बिल का भुगतान करने या रेलवे टिकट बुक करने के लिए एक जगह पर जा रहा है तो 2 काउंटर हो सकते हैं इसलिए ये 2 काउंटर 2 मशीनों की तरह होंगे इसलिए उदाहरण के लिए विनिर्माण में यह एक विशेष मशीन हो सकती है जो किसी तरह का दबाया जाता है और फिर एक और प्रेस हो सकता है जो वहां है तो आप समानांतर मशीनों हो सकता है समानांतर मशीन के मामले में एक नौकरी उनमें से किसी एक के पास जा सकती है या तो हम जा सकते हैं आइए अब हम इसे समानांतर मशीन के मामले में देखते हैं इसलिए एक ही मशीन मेरे पास एम 1 के साथ साथ एम 2 भी हो सकता है फिर इनमें से प्रत्येक नौकरी या तो एम 1 या एम 2 पर जा सकती है और वे एम 1 या एम 2 में आवश्यक सभी को पूरा कर सकते हैं और फिर आगे की धारणा यह है कि इस मामले में यह या तो एम 1 या एम 2 यह दोनों का दौरा नहीं करेगा यह उनमें से केवल एक पर जाने की अनुमति देगा सभी ऑपरेशनों को पूरा करेगा और छोड़ देगा यदि ये 2 मशीनें ऐसी हैं तो किसी विशेष नौकरी J 1 के लिए लिया गया प्रोसेसिंग समय चाहे वह M 1 में जाए या M 2 में जाए यदि प्रसंस्करण समान है तो इसे सम समांतर प्रक्रिया कहा जाता है यदि उदाहरण के लिए इसमें दस मिनट लगते हैं तो यह एम 1 पर जा सकता है या एम 2 पर जा सकता है एम 1 पर 10 मिनट लगता है एम 2 पर केवल 8 मिनट लगते हैं पूरी बात करने के लिए फिर भी हम इसे M 1 में भेज सकते हैं भले ही इसमें अन्य उद्देश्यों के अनुकूलन के कारण थोड़ा अधिक समय लगे लेकिन ऐसी स्थितियों को गैर समान प्रसंस्करण के साथ समानांतर मशीन शेड्यूलिंग कहा जाता है यदि आप समान प्रसंस्करण शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रसंस्करण समय एक ही है मशीनों या दोनों मशीनों में से एक है और यदि आप गैर समान शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रसंस्करण समय अलग हैं तो एकल मशीन समस्याओं को एकल या गैर समान मशीनों के साथ एकल संसाधन या एकाधिक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है अब प्रवाह की दुकान इस तरह है आपके पास आपके पास सेट का एक सेट होता है जिसे आप J 1 से J n कहते हैं और मशीनों का एक सेट होता है जिसे M 1 से M 1 2 3 कहा जाता है और इसी तरह इसलिए इसे 3 कहा जाता है मशीन प्रवाह की दुकान जो एक निर्माण प्रक्रिया में 3 विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है यह शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग में किसी प्रकार की कटिंग वेल्डिंग और पेंटिंग का प्रतिनिधित्व कर सकता है या यह किसी अन्य प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में कच्चे माल को पीसने मिलाने और फिर गर्म करने का प्रतिनिधित्व कर सकता है इसलिए विनिर्माण स्थितियों के आधार पर हमें इन सभी नौकरियों के लिए मशीनों या सुविधाओं के एक सेट की आवश्यकता होगी न केवल उसी क्रम में इन सुविधाओं की आवश्यकता है तो चाहे वह नौकरी 1 हो या नौकरी 2 या नौकरी 8 उसे पहले M 1 में जाना होगा फिर कुछ किया जाएगा फिर M 2 में कुछ किया जाएगा फिर वह M 3 पर जाएगा तो एक प्रवाह की दुकान में यह कहने के लिए प्रथागत है कि मशीनों या सुविधाओं को पहले से ही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिसमें प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है तो जो भी पहली मशीन है जिसे सभी नौकरियों की यात्रा को M 1 कहा जाता है जो भी दूसरी मशीन है जिसे सभी नौकरियों की यात्रा को M 2 कहा जाता है और सभी नौकरियां इसलिए M 1 को जाएँगी पहले M 2 को फिर M 3 को देखें फिर अंतिम मशीन और फिर वे बाहर जाते हैं अब इस तरह की प्रणाली को फ्लो शॉप कहा जाता है हम कभी कभी हो सकते हैं हमारे यहां समानांतर प्रक्रियाएं हो सकती हैं और फिर यह समानांतर प्रक्रियाओं के साथ फ्लो शॉप बन जाती है इसे एक लचीली फ्लो शॉप भी कहा जाता है लेकिन मूल प्रवाह की दुकान की समस्या यह मानती है कि 1 विशेष मशीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल प्रोसेसर है फिर हम पिछले एक पर जाते हैं जिसे नौकरी की दुकान कहा जाता है तो यह एम 1 हो सकता है यह एम 2 हो सकता है यह एम 3 हो सकता है यह एम 4 हो सकता है अब एक नौकरी की दुकान में प्रत्येक नौकरी का एक निश्चित मार्ग है जो कि उदाहरण के लिए ले जाएगा कहते हैं कि नौकरी 1 पहले आएगी वहां से M 1 तक यह वहां से M 3 में जा सकता है यह M 4 में जा सकता है यह बाद में M 2 पर आ सकता है और फिर इसे छोड़ सकता है आपके पास नौकरी 2 हो सकती है जो M 2 से शुरू होती है वहां से M 3 तक जा सकती है वहाँ से M 1 तक जा सकती है और वहाँ से यह निकल सकता है कि आपके पास नौकरी 3 हो सकती है जो M 1 से शुरू होती है वहाँ से यह हो सकता है एम 4 पर जाएं यह एम 2 पर जा सकता है यह एम 1 पर वापस जा सकता है और इसे छोड़ सकता है इसलिए इस तरह से हम प्रत्येक नौकरियों के लिए एक अलग मार्ग हो सकते हैं और जब हम वास्तव में मार्गों को परिभाषित करते हैं तो हमने कुछ चीजें कीं यदि आप ध्यान से कहें तो नौकरी J 2 J 2 की शुरुआत M 2 से होती है 3 एम 1 पर जाता है और बाहर जाता है यह एम 4 पर नहीं जाता है सभी नौकरियों के लिए सभी मशीनों का दौरा करना आवश्यक नहीं है जबकि एक फ्लो शॉप में सभी नौकरियों के लिए सभी मशीनों का दौरा करना नितांत आवश्यक है यहां फ्लो शॉप में प्रत्येक जॉब के लिए ऑर्डर बहुत अलग होता है यदि आप J 3 को बहुत ध्यान से देखते हैं तो यह M 1 में आता है M 4 पर जाता है M 2 पर जाता है फिर से M 1 पर जाता है और बाहर जाता है यह M 3 पर नहीं जाता है लेकिन यह M 1 से दो बार आता है अब ऐसी बात है जिसे फिर से आना कहते हैं तो एक नौकरी की दुकान में एक पुनर्मिलन की भी अनुमति है एक प्रवाह की दुकान में फिर से आना आम तौर पर अनुमति नहीं है इसलिए नौकरी की दुकान सबसे अधिक लचीली चीज है एक तरह की एक असंवैधानिक तरह की प्रणाली है लेकिन फिर भी सभी के बावजूद प्रत्येक कार्य के लिए मार्ग बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और प्रत्येक कार्य का अनुसरण करेगा यह मार्ग है और इसमें से प्रत्येक के साथ जुड़े समय में एक प्रक्रिया है उदाहरण के लिए एम 1 पर जे 3 में एक प्रसंस्करण समय होगा जे 4 पर एम 3 में एक प्रसंस्करण समय होगा और इसी तरह इसलिए हमने अब एक प्रकार का वर्णन किया है तीन बुनियादी दुकानें जिन्हें हम उल्लेख के रूप में देखने जा रहे हैं अन्य दुकानें हैं एक खुली दुकान जैसी चीजें हैं जहां किसी भी मशीन पर काम किया जा सकता है जो यहां उपलब्ध है और फिर इसे करने के लिए एक निश्चित समय लगता है तब मैंने लचीली दुकानों के बारे में भी बताया जहां आपके पास एक प्रवाह की दुकान और इसी तरह समानांतर मशीनें हैं तो और कई अन्य प्रकार की दुकानें हैं जिन्हें लोगों ने इतने वर्षों में अध्ययन किया है लेकिन जहां तक इस व्याख्यान श्रृंखला का संबंध है हम एकल मशीन को देख रहे हैं हम प्रवाह की दुकान को देख रहे हैं और हम नौकरी की दुकान देख रहा होगा हम इस व्याख्यान श्रृंखला में कुछ मॉडल भी देख रहे हैं इसलिए हम एकल मशीन अनुक्रमण को देखेंगे और हम उन मॉडलों को देखेंगे जो मेकपैन पूरा होने के समय के साथ काम करते हैं फ्लो शॉप में हम मॉडल को मेकप को कम करने के लिए देखेंगे और फिर जॉब शॉप में हम ऐसे मॉडल देखेंगे जो लगभग सभी उद्देश्यों को कम करते हैं हम एल्गोरिदम को भी देख रहे हैं जो इष्टतम समाधान दे सकता है जिसका अर्थ है उद्देश्य फ़ंक्शन का सबसे अच्छा मूल्य साथ ही हम हेयुरिस्टिक समाधान या समाधान करेंगे जो अनिवार्य रूप से गैर इष्टतम हैं लेकिन इष्टतम के करीब हम करेंगे इन कुछ एल्गोरिदम को विस्तार से देखें अगले व्याख्यान में